आज मैं यह चर्चा करूंगा कि दर्पणअवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की फोकल लंबाई को कैसे मापते हैं यदि मैं आपको एक दर्पण दूं तो आप कैसे पता लगाएंगे कि यह अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण यहां मेरे पास दर्पण हैआप देख सकते हैं यह एक दर्पण है यह दर्पण का फेस है दोनों तरफ से देखने पर आप कैसे पता लगाएंगे कि यह किस प्रकार का दर्पण है क्या यह अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण आप कैसे पता लगाएंगे चलिए हम पता लगातें है आपको पता है कि उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब देता है और यह सीधा होता है और अवतल दर्पण हमेशा उल्टा और आभासी प्रतिबिंब देता है प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक या आभासी और सीधा होगा यह वस्तु की दर्पण से दूरी पर निर्भर करता है आप जानते हैं कि यदि वस्तु अवतल दर्पण के फोकल बिंदु पर रखी हुई है तो प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होगा अब यदि आप वस्तु और दर्पण की दूरी को फोकल लंबाई f से कम करते हैं तो आपको आभासी और सीधा प्रतिबिंब मिलेगा जब वस्तु की दूरी f से कम होती है हमें आभासी और सीधा प्रतिबिंब मिलता है जब वस्तु की दूरी f से ज्यादा होती है तो हमें वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब मिलता है यह अवतल लेंस के लिए है उत्तल लेंस में हर समय वस्तु की हर एक दूरी के लिएआपको सीधा आभासी प्रतिबिंब मिलेगा और सीधा प्रतिबिंब मतलब आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा मिलेगा और यदि यह वास्तविक प्रतिबिंब है तो उल्टा प्रतिबिंब होगा जैसे यहां मेरे पास एक सुई है देखिए यदि मैं सुई के प्रतिबिंब को दर्पण में देखता हूं इससे हम यह पता लगा सकते हैं कि यह अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण यह मैं आपको दिखाता हूं चलिए देखते हैं मैं प्रतिबिंब देख सकता हूं मैं वस्तु के प्रतिबिंब को दर्पण में देख सकता हूं अब यदि मैं वस्तु और दर्पण की दूरी को बदलता हूं तो क्या यह प्रतिबिंब पूरे समय ऐसा ही बना रहता है अर्थात सीधा ही बना रहता है तब हम यह कहेंगे कि यह अवतल दर्पण है जब यह दर्पण के बहुत पास है यह सीधा है और जब हम इसे दर्पण से दूर ले जाते हैं तब एक निश्चित दूरी के बाद हम यह देखते हैं कि प्रतिबिंब उल्टा हो जाता है मैं आपको दिखाता हूं आपको सिर्फ दर्पण और वस्तु की तरफ देखना है दर्पण और वस्तु को देखिए देखिए क्या आप देख सकते हैं कि अब यह दर्पण के बहुत पास है हम सीधा प्रतिबिंब देख रहे हैं अब मैं दूरी को बदल रहा हूं यह अभी भी सीधा है पूरे समय इसका मतलब यह अवतल दर्पण है अब दूसरी तरफ दो दर्पण जुड़े हुए हैं वहां दो दर्पण है यदि मैं इस दर्पण के दूसरी तरफ देखता हूं तो आप एक सीधा प्रतिबिंब देखते हैं एक सीधा प्रतिबिंब देखते हैं अब मैं दूरी को बदलता हूं मैं दूरी बदल रहा हूं यह विसरित होता जा रहा है क्या आप उल्टा प्रतिबिंब देख सकते हैं अब यह साफ है यह सीधा प्रतिबिंब है अब मैं दूरी बदल रहा हूं अब यह उल्टा होना चाहिए यह उल्टा हो गया अब यह उल्टा हो रहा है इसका मतलब जब वस्तु दर्पण के पास है प्रतिबिंब सीधा था आभासी था जब दूरी ज्यादा होती है इसका मतलब मूलतः दूरी f से ज्यादा होती है मैं दूरी बदल रहा हूं और यदि सीधा प्रतिबिंब उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है तब आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह दर्पण अवतल दर्पण है इस तरह मैं यह पता लगा सकता हूं कि यह उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण इस तरह जैसे मैंने आपको दिखाया उस तरह से से कोई भी पता लगा सकता है की यह दर्पण उत्तल है या अवतल अब मैं यहां आज एक प्रयोग का प्रदर्शन करके बताऊंगा किअवतल दर्पण की फोकस लंबाई को कैसे मापा जाता है यह अवतल दर्पण है यह दूसरा भी अवतल दर्पण है हमने इसे एक फ्रेम पर लगा दिया या स्थिर कर लिया हैं सामान्यतः हम इसे सीधा खड़ा रखते हैं यह दर्पण इस ढांचे पर स्थिर है और सीधा है अब इस दर्पण पर यह एक सूचकांक रेखा है यह सूचकांक रेखा है यहां मैंने इसे 0 पर कर दिया है यहां लंबन त्रुटि नहीं होनी चाहिए इसलिए इसे 0 रखा है यहां यह ऑप्टिकल बेंच है यह इसका पैमाना है और यह सीधा है और अलग अलग है यह वहां सीधा है जहां सूचकांक रेखा है जिसका उपयोग सीधी स्थिति प्राप्त करने में किया जाता है इस तरह हमने दर्पण को सीधा स्थिर कर दिया यह दर्पण अवतल दर्पण है अब मैं आपको बताता हूं की अवतल दर्पण की फोकस लंबाई को कैसे मांपेगे यह इस प्रयोग के काम करने का सिद्धांत है आपके पास एक अवतल दर्पण हैं अब आपके पास एक वस्तु है जो सुई है इसका कोना यहां बहुत नुकीला है यहां वस्तु की यह स्थिति है और अब हम वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में देखते हैं कि यह प्रतिबिंब कैसे मिलता है कहां मिलता है क्या यह वास्तविक है या आभासी यह उल्टा प्रतिबिंब है या सीधा प्रतिबंध यह सुई की मतलब वस्तु की दर्पण से दूरी पर निर्भर करेगा यहां वस्तु सुई है यदि हम इसे F और 2F दूरी के बीच में रखते हैं तब इस स्थिति में वस्तु की स्थिति O पर हैअब किरण चित्र को उपयोग में लेंगे प्रकाश इस बिंदु से आ रहा है और यहां इस तरह जा रहा है प्रकाश फोकल लंबाई F से गुजरता है F से गुजरते हुए यह दर्पण पर गिरता है आप देख रहे हैं कि प्रकाश फोकल लंबाई से गुजरता है और दर्पण पर गिरता है और परावर्तित होता है तब परावर्तित किरणें इस मुख्य अक्ष के समानांतर होंगी मैंने पहले ही आपसे इन किरणों की महत्ता के बारे में बात की थी यदि किरणें फोकल लंबाई से गुजरती हैं तो परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर होंगी इस तरह हमने बनाया है दूसरा यदि यह किरण ठीक इसी बिंदु से यदि यह मुख्य ऑप्टिकल अक्ष के समानांतर दर्पण पर टकराती है तो यह परावर्तित होगी यह परावर्तित किरणें फोकल लंबाई से गुजरेगीयह फोकस से गुजरेगी यह दोनों परावर्तित किरणें जहां मिलती हैं जहां यह एक दूसरे को काटती हैं उस बिंदु पर हमें प्रतिबिंब मिलेगा हमें वस्तु के हर बिंदु के अनुरूप प्रतिबिंब बिंदु मिलेगा यह बिंदु वस्तु बिंदु का प्रतिबिंब होंगे इसी प्रकार वस्तु के उन सभी बिंदुओं से जहां से किरण दर्पण पर गिरती है हमें प्रतिबिंब मिलेगा क्योंकि दूरी F से ज्यादा है वह प्रतिबिंब हमें उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब मिलेगा हम देखते हैं कि जब हम दर्पण की तरफ देखते हैं हमें इस तरह का प्रतिबिंब दिखाई देता है अब यह वस्तु है और वस्तु की दर्पण से दूरी u है अब हमें प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाना चाहिए तो प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाने के लिए हम एक दूसरी सुई लेते हैं और वह सुई इस तरह स्थानांतरित होगी इस सुई को हिलाते हैं और हमें इन सुई प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाना होगा हम यहां इन्हे वस्तु सुई और प्रतिबिंब कहते हैं सुई का प्रतिबिंब इस तरह होना चाहिए कि जब हम देखें और अपनी आंखों को दाएं और बाएं तरफ घुमाये तो प्रतिबिंब का सिरा और सुई प्रतिबिंब एक साथ विस्थापित होने चाहिए वह अलग अलग नहीं होंगे पर दूसरी स्थिति में आप देखते हैं कि जब आप अपनी आंखों को बाई तरफ घुमाते हैं तो आप इस सिरे और सिरे की स्थिति को देखेंगे वह एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं उस स्थिति में हम देखते हैं कि जब हम प्रतिबिंब किनारे को विस्थापित करते हैं तो सुई प्रतिबिंब किनारा भी साथ में विस्थापित होता है यह लंबन का तरीका है इस तरह से कोई भी प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगा सकता है जब हमे ऑप्टिकल बेंच पर प्रतिबिंब की स्थिति मिल जाती है आपको दर्पण और ऑप्टिकल बेंच को स्थिर कर लेना चाहिए दर्पण का पठन लिखें और सुई वस्तु को स्थिर कर लें आपको कैसे पता चलेगा कि आपको इसे कहाँ स्थिर करना है आपको कैसे पता चलेगा कि इसका मान F से ज्यादा है हम इसका पता लगा सकते है जैसा कि मैंने आपको बताया था वस्तु सुई को दर्पण के पास ले जाते हैं तब आपको सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है अब जब आप बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि एक बिंदु ऐसा आता है जहां प्रतिबिंब बहुत भारी हो जाता है और हम इसे नहीं देख पाते और आगे जाने पर हम देखते हैं कि सीधा प्रतिबिंब लगभग उल्टे प्रतिबिंब में बदल जाता है आप इन फोकस बिंदुओं को इस दर्पण पर ढूंढ सकते हैं आपको इस दर्पण से कुछ दूरी पर कुछ दूरी पर एक जगह लेनी चाहिए दर्पण की शुरुआत से दर्पण के पास से जहां से सीधा प्रतिबिंब आप देख सके और आप जैसे जैसे आगे जाते हैं यह प्रतिबिंब भारी हो जाता है फोकस लंबाई पर आपको स्पष्ट उल्टा प्रतिबिंब मिलेगा अब इस वस्तु सुई को इस बिंदु पर रख दीजिए यह दूरी है जो आप ऑप्टिकल बेंच से पढ़ सकते हैं और आपको प्रतिबिंब सुई का उपयोग करके प्रतिबिंब की स्थिति का भी पता लगाना है यह आपको सुई के प्रतिबिंब की ऑप्टिकल बेंच पर दूरी पढ़कर मिल जाएगी आप जानते हैं कि इन दोनों पठन के बीच का अंतर u होगा और इन दोनों दर्पण के बीच का अंतर और सुई के प्रतिबिंब के बीच का अंतर v होगा यदि आप u और v का पता लगा लेते हैं आप फोकस लंबाई भी जान सकते हैं या गणना कर सकते हैं साइन कन्वेंशन के अनुसार u और v ऋणआत्मक होंगे आपको f का मान भी ऋणआत्मक मिल जाएगा और निश्चित रूप से आप फोकस लंबाई प्राप्त कर सकते हैं चाहे प्रकाश की जो भी दिशा हो फोकस लंबाई दर्पण पर होगी तो आपको आपतित किरण की विपरीत दिशा में जाना चाहिए इसलिए अनुमानित है कि यह ऋण आत्मक होगा इसलिए f ऋणआत्मक है यह एक अवतल दर्पण है अब मैं आपको प्रयोग का प्रदर्शन करके बताऊंगा आपको uऔर v के लिए सारणी बनानी होगी यह प्रयोग हम वस्तु को अलग अलग स्थिति में रखकर करेंगे मतलब u और v के अलग अलग मान लेंगे उसके अनुरूप प्रतिबिंब की दूरी का हम पता लगाएंगे आपको u और v मिलेगा कोई भी इससे 1u और 1v की गणना कर सकता है जब आप को u का मान पता चल जाएगा आप फोकस लंबाई की गणना भी कर लेंगे फोकस लंबाई जानने के लिए आप चित्रात्मक तरीका भी उपयोग में ले सकते हैं जो मैं आपको अगली कक्षा में दिखाऊंगा यहां में समाप्त करता हूं ध्यान देने के लिए धन्यवाद